औद्योगिक स्वचालन नियंत्रण पाठ संख्या तीन में आपका स्वागत है इसलिए इस पाठ में हम स्वचालन पिरामिड के स्तर 0 शुरू करने जा रहे हैं और विशेष रूप से हम मापन प्रणाली या सेंसर को देखने जा रहे हैं तो इससे पहले कि हम शुरू करें हम इस माप प्रणाली को कुछ व्याख्यानों के लिए देखने जा रहे हैं तो सबसे पहले हम एक सामान्य माप प्रणाली को देखेंगे और इसकी विशेषताओं को समझने की कोशिश करेंगे तो इस पाठ में हम माप प्रणाली विशेषताओं को देखने जा रहे हैं और इसके निर्देशात्मक उद्देश्य निम्नलिखित हैं सबसे पहले सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि सेंसर और उपकरणों की स्थिर विशेषताओं को जानना और फिर समझें अंशांकन का क्या मतलब है और हम त्रुटियों को कैसे चिह्नित करते हैं गतिशील इनपुट के लिए पहले और दूसरे क्रम के सेंसर की प्रतिक्रिया का वर्णन करते हैं जो नियंत्रण के लिए सबसे महत्वपूर्ण है और अंत में कुछ औद्योगिक सेंसर विनिर्देशों का व्याख्या करते हैं तो आइए हम पहले एक माप प्रणाली की सामान्य संरचना को देखें तो सभी मापन प्रणालिय एक या एक से अधिक ब्लॉकों के मिलने से बनी होती है ऐसा माना जा सकता है इसलिए यहाँ हमारे पास वास्तविक माप है जिसकी सहायता से हम कोई भी संकेत जैसे कि दबाव तापमान को मापने की कोशिश कर रहे हैं यह वह संकेत है जो संवेदन तत्व को प्रभावित कर रहा है इसलिए यहां एक संवेदन तत्व है वास्तव में संवेदन एक रूप से किसी भी रूप से निरंतर ऊर्जा रूपांतरण की एक प्रक्रिया है जो हम मापने की कोशिश कर रहे हैं जहां यांत्रिक रूप से थर्मल रूप में या ऑप्टिकल रूप से विद्युत रूप में और फिर विद्युत रूप से डिजिटल रूपों में परिवर्तित होता है उनके आउटपुट से पहले तो इन ब्लॉकों के माध्यम से रूपांतरण होता है इसलिए यहां आपके पास मापक या इनपुट है जो कि सही मान है इसलिए वास्तविक दबाव या वास्तविक तापमान जो संवेदन तत्व है जो संवेदन तत्व पर मौजूद है जहां संवेदन तत्व रूपांतरण का पहला दौर करता है और इसे आम तौर पर किसी प्रकार के विद्युत रूप जैसे कि प्रतिरोध कैपेसिटेंस या विद्युत मापदंडों के रूप में या वोल्टेज और धाराओं के रूप में लाता है जिसे पुनः जिन्हें विद्युत सर्किट द्वारा बदला जाता है जिसे सिग्नल कंडीशनिंग तत्व कहा जाता है और जैसा कि आप जानते हैं कि कभी कभी प्रतिरोध से वोल्टेज में रूपांतरण होता है तो आम तौर पर यह वोल्टेज के एक मानक विद्युत रूप में होता है लेकिन फिर इसे रैखिक बनाने के लिए और शोर को हटाने के लिए कुछ और सिग्नल प्रोसेसिंग चलती है इसमें से कुछ एनालॉग और कुछ डिजिटल हो सकती हैं और फिर अंत में यह डेटा प्रेजेंटेशन एलिमेंट में जाता है या जहां डेटा का उपयोग किया जाता है यह प्रेजेंटेशन या एप्लिकेशन एलिमेंट हो सकता है इसलिए यह एक डिस्प्ले हो सकता है या यह एक रिकॉर्डर हो सकता है या यह एक कंट्रोलर हो सकता है तो यह माप प्रणाली की सामान्य संरचना है उदाहरण के लिए यदि आप एक उदाहरण लेते हैं उदाहरण के लिए यहां एक वजन माप प्रणाली है इसलिए इनपुट सही वजन है जिसे एक यांत्रिक सदस्य द्वारा महसूस किया जाता है जिसे लोड सेल कहा जाता है जो इसे तनाव में परिवर्तित करता है जिसे किसी अन्य सदस्य द्वारा तनाव गेज कहा जाता है हम इन सभी को हमारे भविष्य के पाठों में देखेंगे जो इसे एक प्रतिरोध रूप में परिवर्तित करते हैं इसलिए आपने देखा है कि यहां दो संवेदन तत्व भी हैं पहला संवेदन तत्व वजन को तनाव में परिवर्तित करता है अगला तनाव को प्रतिरोध में परिवर्तित करता है और फिर हम इसे व्हीट स्टोन्स ब्रिज नामक एक विद्युत सर्किट को खिलाते हैं जो इस प्रतिरोध परिवर्तन को निम्न स्तर के वोल्टेज में परिवर्तित करता है तो यह सिग्नल कंडीशनिंग तत्व हैं फिर यह एक एम्पलीफायर के पास जाता है जो इसे बढ़ाता है आप 0 से 10 वोल्ट जैसी मानक वोल्टेज सीमा लेते हैं फिर यह डिजिटल सिग्नल प्रोसेसिंग में जाता है अक्सर डिजिटल सिग्नल प्रोसेसिंग बहुत सुविधाजनक होता है है इसलिए हम इसे एडी कनवर्टर के माध्यम से बना सकते हैं फिर इसे किसी माइक्रो कंप्यूटर में इनपुट कर सकते हैं और कुछ डिजिटल सिग्नल प्रोसेसिंग कर सकते हैं और अंत में इसे एक डिस्प्ले में भेज सकते हैं इस मामले में एक डिस्प्ले ताकि आपको इकाइयों के साथ पढ़ने का एक डिजिटल डिस्प्ले मिल सके तो यह कुछ और डेटा प्रोसेसिंग है तो वास्तविक माप प्रणाली ऐसी दिखती है इसलिए यह मूल रूप से सिग्नल प्रोसेसर जैसा सेंसर सिग्नल कंडीशनर और सिग्नल प्रोसेसर जैसे कुछ कंप्यूटिंग तत्वों सहित कई ब्लॉकों का एक श्रृंखला है इसलिए सेंसिंग वास्तव में विभिन्न दृष्टिकोणों से स्वचालन में बेहद महत्वपूर्ण है सबसे पहले उत्पाद की गुणवत्ता नियंत्रण में क्योंकि उत्पाद की गुणवत्ता का मूल्यांकन वास्तव में कुछ प्रकार के उपकरणों द्वारा स्वयं सेंसर द्वारा किया जाता है प्रक्रिया नियंत्रण में इसलिए यदि आपके पास एक रोलिंग मिल है और यदि आप रोल की मोटाई को नियंत्रित करना चाहते हैं तो आपको प्रतिक्रिया देनी होगी आमतौर पर लगभग सभी प्रक्रिया नियंत्रण वास्तव में एक बंद लूप प्रतिक्रिया नियंत्रण होता है जिसके बारे में हम आगे सीखने जा रहे हैं तो उसके लिए एक महत्वपूर्ण तत्व फीडबैक तत्व है इसलिए जिस चर को नियंत्रित किया जा रहा है वह मोटाई हो सकती है यह तापमान हो सकता है जिसे एक सेंसर का उपयोग करके लगातार नियंत्रण प्रणाली के सेंसर में फीड किया जाना है और नियंत्रण प्रणाली का प्रदर्शन वास्तव में सेंसर के लिए महत्वपूर्ण है इसलिए संवेदन को नियंत्रण में काफी प्राथमिकता दी जाती है फिर प्रक्रिया की निगरानी और पर्यवेक्षण का भी ध्यान रखा जाता है ताकि सभी प्रकार की मशीनों के बीच समन्वय फिर गलती का पता लगाना सुरक्षा उपाय यह सब हो सके साथ ही आपको यह सब करने के लिए ऊर्जा कुशल तथा इष्टतम सेट पॉइंट प्रदान करने के लिए हमें सेंसर की आवश्यकता है हम देखेंगे कि विनिर्माण स्वचालन प्रणाली को प्रोग्रामेबल लॉजिक कंट्रोलर का उपयोग करके एक साथ कैसे रखा जा सकता है दरअसल वे विभिन्न प्रकार के सेंसर का बड़े पैमाने पर उपयोग करते हैं जैसा कि आप जानते हैं सीमा स्विच दबाव स्विच संपर्क आदि में संवेदन अत्यंत महत्वपूर्ण है अब इस पाठ में हम यह देखने जा रहे हैं कि यदि आप एक संवेदक को एक अमूर्त तत्व के रूप में देखते हैं जो आपको एक भौतिक मात्रा के बारे में जानकारी देता है तो हमें यह जानने की आवश्यकता है कि कैसे उपकरण के संवेदक के व्यवहार के लक्षण का वर्णन किया जाए इस को यंत्र का संवेदक कहा जाता है इसलिए हमें उपकरण की विशेषताओं के बारे में समझने की आवश्यकता है और उपकरण की विशेषताएँ दो प्रकार की हो सकती हैं पहली स्थिर विशेषताएँ हैं स्थिर विशेषताएँ एक ऐसे उपकरण का अर्थ है जो केवल स्थिर अवस्था आंकड़ा से संबंधित है तो यदि आप यह कहते हैं कि यदि आप 1 वोल्ट का सिग्नल लगाते हैं तो क्या आपको 2 वोल्ट का सिग्नल मिलता है हम सिर्फ यह कह रहे हैं कि यदि हम तापमान संवेदक को अगर हम 100 डिग्री सेंटीग्रेड कर दे तो आउटपुट वोल्टेज क्या होगा जब हम स्थिर विशेषता पर चर्चा कर रहे हैं तब हम इस तथ्य से चिंतित नहीं हैं कि यह कमरे के तापमान 200 डिग्री सेंटीग्रेड कितना समय में आया जिसमें वोल्टेज की भूमिका क्या थी हम इन चीजों के बारे में नहीं पूछ रहे हैं हम सिर्फ यह जानना चाहते हैं कि यदि आप 100 डिग्री सेंटीग्रेड लागू करते हैं तो अंततः तापमान किस मूल्य पर स्थिर हो जाता है तो आप जानते हैं कि यह एक स्थिर विशेषता होगी अब स्थैतिक विशेषताएँ उपकरणों को इंगित करने के लिए महत्वपूर्ण हैं जबकि संकेत देने वाले उपकरण आम तौर पर स्थिर स्थिति मानो से संबंधित हैं या उन उपकरणों के लिए जहां गतिकी वास्तव में बहुत तेज़ है जो कि तापमान जो भी था उससे बसना है सौ डिग्री सेंटीग्रेड तापमान इतना तेज़ है कि सभी व्यावहारिक उद्देश्यों के लिए हम उस तरह की उपेक्षा कर सकते हैं जिस तरह से तापमान की भूमिकाएँ हैं जो हमें चिंतित नहीं करती हैं ऐसे मामलों में ये स्थैतिक विशेषताएँ महत्वपूर्ण होती हैं जबकि ऐसे मामले होते हैं जहाँ गतिशील विशेषताएँ भी विशेष रूप से नियंत्रण में महत्वपूर्ण होती हैं क्योंकि जैसा कि हम बाद में देखेंगे कि नियंत्रण लूप का प्रदर्शन जब आप प्रतिक्रिया नियंत्रण के सार को नियंत्रित करने की कोशिश कर रहे हैं तो इस तापमान को 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर बनाए रखना चाहिए अब अगर तापमान संवेदक में 2 डिग्री सेंटीग्रेड त्रुटि है जिससे मेरा मतलब है कि मान लीजिए कि जब तापमान 98 डिग्री सेंटीग्रेड है तो सेंसर आपको बता रहा है कि यह सौ डिग्री सेंटीग्रेड है यह आपको गलत जानकारी दे रहा है जो 2 डिग्री गलत है तो नियंत्रक के पास वास्तविक तापमान 98 जानने का कोई तरीका नहीं है यह वास्तव में सोचता है कि यह सौ डिग्री सेंटीग्रेड है और यह उस तापमान पर इसे बनाए रखने की कोशिश करता है जबकि वास्तविक तापमान 98 डिग्री सेंटीग्रेड पर रहता है तो आपके पास एक स्थिर स्थिति त्रुटि है तो आपके पास एक वास्तविक त्रुटि है जोकि भौतिक वास्तविक तापमान 98 होगा जबकि नियंत्रक सोचेगा कि यह 100 है इसलिए नियंत्रकों और सेंसर में त्रुटियों के कारण ऐसी त्रुटियां होती हैं नंबर एक और नंबर दो यह है कि अब इन त्रुटियों को कभी कभी लाभ को डिजाइन कर के कम किया जा सकता है इसलिए कभी कभी ऐसा होता है कि हमें न केवल स्थिर तापमान बनाए रखने की आवश्यकता होती है बल्कि कभी कभी हमें तापमान को ट्रैक करने की भी आवश्यकता होती है तो ऐसे मामले में यदि आपको रीडिंग नहीं मिलती तब तापमान फेज लैग विकसित करता है यानी कंट्रोलर फेज लैग विकसित करता है और यह संभव नहीं होगा कि आप मूविंग कमांड्स को ठीक से ट्रैक कर सकें इसलिए ऐसे मामलों में इन सेंसर की गतिशीलता वास्तव में महत्वपूर्ण होती है तो हम सेंसर के स्थिर और गतिशील दोनों विशेषताओं को देखेंगे और इससे पहले कि हम इस विशेषता को देखें हमें यह समझने की आवश्यकता है कि उन्हें कैसे प्राप्त किया जाता है इसलिए वे वास्तव में अंशांकन नामक प्रक्रिया द्वारा प्राप्त किए जाते हैं इसलिए एक अंशांकन मूल रूप से जब आप किसी उपकरण की विशेषताओं के बारे में कहते हैं तो आपका मतलब है इनपुट आउटपुट के फलन को बताना होता है यदि सही मान यह है तो आउटपुट क्या होगा यह अनिवार्य रूप से निर्धारित किया जाना है अब मुद्दा यह है कि वास्तविक मूल्य कभी ज्ञात नहीं हो सकता है इसलिए आप सत्य का आकलन कैसे करते हैं आपको वास्तविक मूल्य कैसे मिलता है तो अनिवार्य रूप से हमें क्या करना है तो हमें किसी अन्य उपकरण का उपयोग करके सही मान को फिर से मापना होगा वैसे उपकरण जिसे वैज्ञानिक और तकनीकी कारणों से हम वास्तव में अधिक सटीक मानते हैं इसलिए यह हमेशा अंशांकन अनिवार्य रूप से उस उपकरण के बीच तुलना होती है जिसे कैलिब्रेट किया जा रहा है और एक अन्य उपकरण जिसे सही मान माना जाता है तो अंशांकन स्थिति के आधार पर ऐसे उपकरण उदाहरण के लिए यदि आप अंशांकन कर रहे हैं यदि आप अंशांकन कर रहे हैं तो वास्तव में एक अंशांकन परिवर्तन है जब आप कारखाने में कुछ उपकरण अंशांकन कर रहे हैं तो यह सभी चर के लिए संभव नहीं है कुछ बहुत ही सटीक उपकरण हैं जो विशेष परिस्थितियों में बनाए जाते है आप जानते हैं कि आप राष्ट्रीय मानक प्रयोगशालाओं को जानते हैं लेकिन जब कोई अंशांकन कर रहा है तो हम कहते हैं कि एक छोटी मंजिल में यह संभव नहीं है कि प्रत्येक उपकरण अंतरराष्ट्रीय मानक स्तर पर अंशांकन करेगा तो वैसे उपकरण अंशांकन स्थितिपर निर्भर करते हैं उदाहरण के लिए अगर आप किसी उपकरण को अंशांकन कर रहे हैं तो वहां वास्तव में कुछ अंशांकन परिवर्तन होता है क्योंकि यह सारे चर के लिए संभव नहीं है क्योंकि कुछ बहुत सटीक उपकरण हैं जिन्हें राष्ट्रीय मानक प्रयोगशालाओं में विशेष परिस्थितियों में बनाए जाता है लेकिन जब कोई अंशांकन कर रहा होता है तो यह संभव नहीं है कि प्रत्येक उपकरण अंतरराष्ट्रीय मानक का अंशांकन करेगा तो इसलिए द्वितीयक और तृतीयक मानक उपकरण हैं इसलिए हमें इस तरह के उपकरण के खिलाफ कुछ भी अंशांकन करना होगा तो यह यही कहता है कि उपकरण का अंशांकन या तो एक प्राथमिक मानक या उच्च सटीकता के साथ एक माध्यमिक मानक के साथ किया जाना है तो यह आवश्यक परिदृश्य है यह सेंसर उपकरण है जिसे कैलिब्रेट किया जाना है अब आप जो पढ़ रहे हैं वह सबसे पहले आप इस तथ्य को देख रहे हैं कि यह मापक है जिसे आप माप रहे हैं किसी मानक उपकरण का उपयोग करके और आप सोच रहे हैं कि यह सही मान है यह एक धारणा है अब यहां इसकी आवश्यकता नहीं है मुझे नहीं पता कि यह क्यों जुड़ा है यह चित्र गलत तरीके से बनाया गया है इसलिए अंशांकन का सेंसर उपकरण माप दे रहा है अब यह माप फिर से उदाहरण के लिए मान लीजिए कि यह एक वोल्टेज है तो यह कितने वोल्ट का है इसे पता लगाने के लिए फिर से किसी उपकरण से मापना होगा ताकि शायद यह उपकरण सही हो इसलिए इस अर्थ में यह आवश्यक है इसलिए आपको मापना होगा माप यदि उदाहरण के लिए डिजिटल रूप में दिया गया है तो आपको इसे मापने की आवश्यकता नहीं है उस स्थिति में यह हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है दूसरी ओर क्या आप जानते हैं कि यह सेंसर इस उपकरण को पढ़ रहा है जो वास्तव में न केवल माप का परिणाम है यह कई अन्य कारकों का परिणाम है उदाहरण के लिए यह तापमान का परिणाम हो सकता है उदाहरण के लिए यदि आप वजन वजन माप का मामला लेते हैं तो स्ट्रेन गेज प्रतिरोध परिवर्तन न केवल आपके वजन का एक फलन है यह तापमान का भी एक फलन है क्योंकि प्रत्येक प्रतिरोध का कुछ तापमान गुणांक होता है इसलिए यदि तापमान बदलता है तो प्रतिरोध बदलने वाला है इसी तरह विभिन्न प्रकार के हस्तक्षेप करने वाले इनपुट हैं जैसे उदाहरण के लिए कुछ शोर हो सकता है बिजली की आपूर्ति से प्रेरित कुछ शोर है या कुछ बिजली लाइन से या विशेष रूप से अंदर औद्योगिक वातावरण में बहुत सारे शोर स्रोत और यह स्रोत यह संकेत सेंसर माप को भी प्रभावित कर सकते हैं इसलिए आम तौर पर जब आप संभव हो जब आप एक उपकरण को कैलिब्रेट करने की कोशिश कर रहे हों तो आपको यह भी ध्यान देना होगा कि मॉडल क्या हैं उदाहरण के लिए तापमान क्या है इसलिए यदि आप ऐसा करते हैं कि आप वास्तव में संबंधित सुधारों को लागू कर सकते हैं और जब आप उपकरण को चित्रित करने का प्रयास कर रहे हैं तो आप इसे चिह्नित कर सकते हैं आपको यह भी बताना होगा कि यह इस प्रकार के इनपुट के संबंध में प्रतिक्रिया है मेरा मतलब है कि कुछ मामलों में यह नहीं हो सकता है इस तरह के हस्तक्षेप इनपुट को मापना संभव है ऐसे मामलों में हम यह सुनिश्चित करने का प्रयास करते हैं कि ये हस्तक्षेप करने वाले इनपुट मौजूद नहीं हैं तो हम परिरक्षण करते हैं हम वास्तव में इसे एक अलग सेटिंग में ले जाते हैं और वास्तव में यह देखने की कोशिश करते हैं कि सेंसर क्या कर रहा है इसलिए अनिवार्य रूप से हम माप को मापने की कोशिश करते हैं हम समझने की कोशिश करते हैं हम उपकरण के आउटपुट को भी मापने की कोशिश करते हैं और हम तापमान जैसे संशोधित इनपुट को मापने का प्रयास करते हैं और फिर हम उपकरण की विशेषताओं को स्थापित करते हैं इसलिए चूंकि उपकरण का निर्माण संशोधित इनपुट से बिना प्रभावित हुए होना चाहिए इसलिए यंत्र की विशेषताएँ किस प्रकार माप पर निर्भर हैं यह जानना जरूरी है तो यही वह है जिसे हम मुख्य रूप से देखने जा रहे हैं तो यह कहता है कि यह वही है जिसके बारे में मैं बात कर रहा था कि उपकरणों के अलग अलग मानक हैं इसलिए हमने जिस उपकरण को कैलिब्रेट किया है उसे प्रयोगशाला मानक के खिलाफ कैलिब्रेट किया जा सकता है अब प्रयोगशाला मानक उपकरण को भी समय समय पर कैलिब्रेट करना होगा आप अन्य मानकों को जानते हैं जैसे आप द्वितीयक मानकों को जानते हैं जिनमें विशेष उपकरण हैं जिन्हें आप कुछ परीक्षण घरों में जान सकते हैं और फिर इसलिए आपको समय समय पर इन उपकरणों को परीक्षण गृहों में भेजना होगा और उन्हें कैलिब्रेट करना होगा दूसरी ओर इन परीक्षणों के उपकरणों को फिर से कुछ बहुत ही सटीक राष्ट्रीय मानकों के विरुद्ध कैलिब्रेट करना होगा तो इस प्रकार आपके पास बढ़ती हुई सटीकता के मानकों की श्रृंखला हो जाती हैं और विभिन्न स्तरों पर आप हमेशा एक के अनुसार अंशांकन करते हैं एक उपकरण के संबंध में जो श्रृंखला के अनुसार अगले स्तर पर होता है तो आइए हम इन स्थैतिक विशेषताओं को देखें इसलिए हम स्पैन से शुरू करते हैं इसलिए यह कहता है कि यदि मापक यंत्र में अंशांकन का उच्चतम बिंदु X2 इकाई है और निम्नतम बिंदु X1 इकाई है तो हम जो कहने की कोशिश कर रहे हैं वह यह है कि उपकरण दो बिंदुओं के बीच उपयोग किया गया है इसलिए उपकरण को दो बिंदुओं के बीच काम करने के लिए कैलिब्रेट किया गया है ठीक है और यह ऐसा है कि यह X2 है और यह X1 है तो उपकरण की सीमा X2 है यह उच्चतम है इसलिए यह उस मान तक काम कर सकता है और स्पैन X2 X1 है तो अगर यह 200 डिग्री सेंटीग्रेड है और अगर यह 40 डिग्री सेंटीग्रेड है तो रेंज 200 है और स्पैन 240 है तो यह बहुत स्पष्ट है इसलिए हमें इन दो विवरणों को याद रखना होगा आगे हम सटीकता नामक सबसे महत्वपूर्ण पैरामीटर में से एक के बारे में बात करते हैं इसलिए सटीकता यदि आप उपकरण विनिर्देश देखते हैं तो आम तौर पर पढ़ने या अवधि के X प्रतिशत के भीतर सटीक रूप से लिखा जाएगा कभी कभी वे इसे रीडिंग और कभी कभी इसे स्पैन कहते हैं वास्तव में कभी कभी वे निरंतर मान का भी उल्लेख करते है जो कि प्लस माइनस 1 डिग्री सेंटीग्रेड के भीतर सटीक है इसलिए यदि यह स्थिर मान है तो चूंकि स्पैन एक स्थिर मात्रा है इसलिए आप इसे हमेशा स्पैन के प्रतिशत के रूप में भी व्यक्त कर सकते हैं इसलिए यदि स्पैन 100 डिग्री सेंटीग्रेड है तो प्लस माइनस 1 डिग्री सेंटीग्रेड की त्रुटि को स्पैन के 1 के रूप में व्यक्त किया जा सकता है इसलिए यह या तो एक स्थिर मान है जिसे स्पैन के प्रतिशत के साथ व्यक्त किया जा सकता है या यह रीडिंग का एक प्रतिशत है ठीक है तो इसका क्या मतलब है कि अगर कोई रीडिंग 100 है और अगर इसमें प्लस माइनस 1 प्रतिशत है तो हम स्पैन एक्यूरेसी कहते हैं तो रीडिंग कहीं भीतर है मान लीजिए 99 और फिर सही तापमान 99 और 101 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच होगा और मूल रूप से इनकी आवश्यकता होती है क्योंकि उपकरण के उपयोगकर्ता को यह जानने की आवश्यकता होती है कि किन मान के बीच यह काम करेगा तो यह रीडिंग प्राप्त करता है लेकिन गारंटी क्या है कि सही मूल्य निश्चित सीमाओं के भीतर रहेगा इसलिए उस सीमा को सटीकता से बताया गया है लेकिन फिर से सही मूल्य अज्ञात है और वास्तव में आपने जो कहा है वह वास्तव में है अंशांकन तो अगला बिंदु रैखिकता है हालांकि उपकरण अंशांकन निश्चित रूप से एक रैखिक वक्र का पालन नहीं करेंगे लेकिन फिर भी यह प्रणाली को एक रैखिक के रूप में कल्पना करने के लिए बहुत उपयोगी है इसलिए आप जानते हैं कि क्या आपके पास ऐसा है ताकि आप बहुत आसानी से सही मूल्य की व्याख्या कर सकें आपके पास एक उपकरण संवेदनशीलता है मान लें कि 10 मिली वोल्ट प्रति डिग्री सेंटीग्रेड है तो अगर यह 25 मिली वोल्ट का संकेत देता है तो यह तापमान 25 डिग्री सेंटीग्रेड होगा तो आप केवल एक संख्या से विभाजित करके या कभी कभी इसमें एक और संख्या जोड़कर प्राप्त कर सकते हैं इसलिए यह उस दृष्टिकोण से प्रयोज्यता की दृष्टि से है यह रैखिक एक की विशेषता को व्यक्त करने के लिए बहुत आकर्षक है लेकिन फिर यह रैखिक नहीं है इसलिए जब आप एक ऐसी रेखा का उल्लेख करते हैं जो हो सकती है जिसका उपयोग रीडिंग से सही मान निकालने के लिए किया जा सकता है तो आपको कुछ सीमाएँ भी देनी होंगी जिसके भीतर सही मान रहेगा क्योंकि उपकरण उस रेखा की विशेषताओं का पालन नहीं कर रहा यह केवल एक सन्निकटन है इसलिए जब आप जब आप उपयोगकर्ता को सरलता के लिए रेखा के अनुमानित मॉडल का उपयोग करने के लिए कह रहे हों तो आपको उसे यह भी बताना होगा कि तो वह किस प्रकार की त्रुटि की अपेक्षा कर सकता है यदि वह रेखा के रैखिक मॉडल का उपयोग करता है जिसे रैखिकता के माप द्वारा दिया जा सके इसलिए रैखिकता विनिर्देश एक अच्छी फ़ीड सीधी रेखा से अंशांकन वक्र के विचलन को इंगित करता है तो अब हम इस सीधी रेखा को कैसे प्राप्त करते हैं हम सीधी रेखा प्राप्त कर सकते हैं विभिन्न तरीके से तो एक तरीका यह होगा कि हम वास्तव में कुछ अंशांकन प्रयोग करते हैं ताकि आपको ये डेटा बिंदु मिले ये प्रयोगात्मक रूप से प्राप्त किए गए हैं तो आप सभी उपकरण की वास्तविक विशेषता जानते हैं मुझे एक सफेद रंग का उपयोग करने दें रंग जो अच्छा होगा इसलिए आप सभी जानते हैं कि उपकरण की वास्तविक विशेषता इस तरह हो सकती है और आप इसे इस सीधी रेखा से अनुमानित कर रहे हैं इसलिए आपको यह भी कहना होगा कि यदि आप सीधी रेखा की विशेषताओं का उपयोग करते हैं तो सही मूल्य किस सीमा में होगा इसीलिए जब आप रैखिकता कहते हैं तो वास्तव में रैखिकता विनिर्देश वास्तव में एक गैर रेखीयता विनिर्देश है इस अर्थ में कि यह रैखिकता से विचलन को इंगित करता है इसलिए इसे एक अच्छी फिट सीधी रेखा से हमारे आउटपुट रीडिंग के अधिकतम विचलन के रूप में परिभाषित किया गया है इसलिए स्पष्ट रूप से आप चाहते हैं कि रैखिकता विनिर्देश छोटा हो आप कह रहे हों कि यदि आप उस सीधी रेखा की विशेषता का उपयोग करते हैं तो आपको बहुत अधिक त्रुटि नहीं होने वाली है जो कि आप उपयोगकर्ता को बता रहे हैं ताकि यह सबसे छोटा संभव हो आपको वास्तव में सभी डेटा लेना होगा और एक सर्वोत्तम फिट सीधी रेखा बनानी होगी ताकि त्रुटियों के वर्ग का योग कम से कम हो तो यह रैखिकता है लेकिन यह है अंशांकन डेटा का कुछ अच्छी सीधी रेखा से विचलन है जो आपने या तो डेटा फिटिंग द्वारा प्राप्त किया है या कुछ मामलों में इसे अलग तरीके से भी प्राप्त किया जा सकता है तो उदाहरण के लिए इस मामले में आप यह भी प्राप्त कर सकते हैं कि कम से कम मूल्य और अधिकतम मूल्य पर रीडिंग के द्वारा एक आसान तरीका है और फिर यह मानकर कि विशेषता इस तरह होने जा रही है अब यह सबसे अच्छा फिट नहीं है लाइन शायद इस वक्र के लिए सबसे अच्छी फिट लाइन इस तरह होती हालांकि कुछ मामलों में आप शायद इस लाइन का उपयोग कर सकते हैं यह वास्तव में एक साधारण बात है अगर इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है तो मूल रूप से गैर रैखिकता जो भी रेखा एक बार है आपने लाइन तय कर दी है गैर रैखिकता वास्तव में यह विचलन है तो यहाँ इसका अधिकतम विचलन है इसलिए गैर रैखिकता पैक या जिसे हम वास्तव में एक रैखिकता पैक के रूप में संदर्भित करते हैं वास्तव में उस रेखा से विचलन है तो आगे हम संवेदनशीलता में रुचि रखते हैं इसलिए संवेदनशीलता वास्तव में रेखा का ढलान है इसलिए यदि आपके पास अंशांकन वक्र है तो फिर वह संवेदनशीलता होगी और यदि आपके पास अंशांकन वक्र है और फिर एक सीधी रेखा प्राप्त करते हैं उस स्थिति में आपके पास आप एक रेखीय विशेषता है इसकी एक एकल संवेदनशीलता होगी यदि यह बहुत ही अरेखीय है तो कभी कभी आप इसे इस रूप में भी व्यक्त कर सकते हैं आप वास्तव में विभिन्न चीजें कर सकते हैं मान लीजिए तीन संवेदनशीलता आंकड़े तो एक संवेदनशीलता आंकड़ा इस सीमा को लागू करेगा अन्य संवेदनशीलता आंकड़ा जो इस सीमा में रेखा का औसत ढलान है और फिर एक और संवेदनशीलता आंकड़ा जो इस सीमा में लागू होगा यह आप कर सकते हैं इसलिए मूल रूप से संवेदनशीलता विशेषताओं का ढलान है इसलिए यह गैर रैखिकता पर निर्भर करता है आप कई सीमा में कई ढलानों का उपयोग कर सकते हैं कभी कभी उपकरण ऐसा करते हैं इस तरह हमारी रुचि जिसे दोहराव कहा जाता है में भी है आज हम उबलते पानी के तापमान का माप करते हैं इसलिए यह मुझे कल भी कुछ रीडिंग देगा जो रीडिंग लगभग समान होना चाहिए यह बिल्कुल समान नहीं हो सकता है लेकिन यदि यह लगभग ऐसा ही होना चाहिए जब आप कई रीडिंग लेते हैं यदि वे बहुत करीब होते हैं तो यंत्र को दोहराने योग्य या सटीक कहा जाता है तो एक उपकरण की पुनरावृत्ति निकटता की डिग्री है जिसके साथ मापनीय मात्रा को बार बार सही मापा जा सकता है इसलिए हम अगले बिंदु पर चलते हैं जो कि संकल्प है यह कहता है कि इनपुट में कितना बदलाव वास्तव में आउटपुट में पता लगाने योग्य परिवर्तन का कारण बनता है तो इनपुट में सबसे छोटा परिवर्तन क्या है यदि ऐसा है तो हम दशमलव एक डिग्री सेंटीग्रेड के परिवर्तन का पता लगा सकते हैं या दशमलव शून्य एक डिग्री सेंटीग्रेड में परिवर्तन का पता लगाया जा सकता है उदाहरण के लिए यदि आपके पास क्लिनिकल थर्मामीटर है तो आप संभवतः 01 डिग्री सेंटीग्रेड या 01 डिग्री फ़ारेनहाइट के परिवर्तन का पता नहीं लगा सकते हैं आमतौर पर वे फ़ारेनहाइट के संदर्भ में कैलिब्रेट किए जाते हैं तो यह संकल्प है यदि एक तापमान ट्रांसड्यूसर का संकल्प 02 डिग्री सेंटीग्रेड है तो यह सबसे छोटा तापमान परिवर्तन है जिसे देखा जा सकता है ठीक है इसी तरह हमारे पास मृत क्षेत्र की अवधारणा है कभी कभी आप जानते हैं कि सेंसर सिस्टम में मृत क्षेत्र होंगे उदाहरण के लिए हम अक्सर पाते हैं कि आप इस विद्युत मीटर को जानते हैं कभी कभी वे चिपकेंगे आपको पता है कि कोई भी यांत्रिक व्यवस्था स्थिर घर्षण की तरह कुछ विकसित करती है जो भी विकसित हुआ वह तापमान समय आर्द्रता और अन्य चीजों जैसी कई चीजों पर निर्भर करता है तो क्या होता है कि जब तक आपके पास एमीटर है तब आप एक निश्चित मात्रा में करंट भेजते हैं और स्थैतिक घर्षण को दूर करने के लिए टॉर्क पर्याप्त नहीं होता है इसलिए सुई नहीं चलती है इसलिए डेड ज़ोन जिसके लिए उपकरण आउटपुट 0 रहता है का एक सबसे बड़ा चर माप का मान है इसलिए 0 से उस मान तक कोई विक्षेपण नहीं होने वाला है कोई रीडिंग नहीं होगा इसलिए इसे मृत क्षेत्र कहा जाता है तो मृत क्षेत्र और संकल्प के बीच क्या अंतर है मृत क्षेत्र वास्तव में 0 से संकल्प है जबकि संकल्प 24 से 241 241 से 242 तक संकल्प हो सकता है जबकि आम तौर पर मृत क्षेत्र शून्य से संदर्भित होता है तो यह ऐसे स्थैतिक घर्षण जैसे कारकों के कारण होता है इसी तरह कभी कभी हमारे पास उपकरणों में हिस्टैरिसीस होता है ताकि यदि आपके पास इनपुट मान का बढ़ता क्रम हो यदि आप इनपुट को शून्य से 10 डिग्री सेंटीग्रेड 20 डिग्री सेंटीग्रेड 30 डिग्री मान को बढ़ा रहे हैं तो हम रीडिंग का एक सेट प्राप्त करें जबकि यदि आपके पास मूल्यों का घटता हुआ सेट है तो हमें रीडिंग का एक और सेट मिलता है और ये रीडिंग स्पष्ट रूप से भिन्न हैं इसलिए उस स्थिति में हम कहते हैं कि उपकरण में हिस्टैरिसीस है यह किसी भी कारण से हो सकता है विभिन्न कारकों जैसे कि गियर बैकलैश चुंबकीय घटकों के कारण हो सकता है या कभी कभी हिस्टैरिसीस इलास्टिसिटी के कारण होता है तो ऐसी बातों से हिस्टैरिसीस हो सकता है तो यह वह आंकड़ा है जहां यदि X बढ़ रहा है वह इस वक्र का अनुसरण करती है जबकि यदि X घट रहा है तो हम वास्तव में अलग अलग वक्र को आगे बढ़ाते हैं इसलिए यदि ऐसा व्यवहार एक उपकरण द्वारा प्रदर्शित किया जाता है तो इसे हिस्टैरिसीस कहा जाता है तो अगला तो अब हमारे पास जो त्रुटियां हैं आप जानते हैं कि इसलिए हमारे पास वास्तव में एक उपकरण है जिसका एक अंशांकन वक्र है लेकिन जो रीडिंग है वह अंशांकन वक्र के साथ बिल्कुल मेल नहीं खा सकता है यदि आप एक एमीटर को पढ़ते हैं तो इसका कुछ पैमाना तय होता है लेकिन यदि आप ठीक एक एम्पीयर करंट भेजते हैं तो सुई उस एक एम्पीयर को बर्दाश्त नहीं कर सकती है तो यह त्रुटि है जिसे आप आमतौर पर दो अलग अलग प्रकारों में विशेषता के रूप में जानते हैं इसलिए चूंकि उपकरण को वास्तव में एक रैखिक उपकरण माना जाता है इसलिए यह माना जाता है कि त्रुटि दो प्रकार की हो सकती है जिसमें पहले प्रकार को बायस या ऑफसेट कहा जाता है जो एक निरंतर त्रुटि है जो कि पूरी सीमा में रहने वाला है इसलिए हो सकता है कि जब आपके पास 2 एम्पीयर का वास्तविक प्रवाह हो तो आपकी रीडिंग 25 हो जब आपके पास 3 हो तो आधे पर एम्पीयर यह 35 दिखाता है जब आपके पास 10 एम्पीयर होता है तो यह 105 दिखाता है तो आपके पास 05 एम्पीयर का बायस है ठीक है अगर आप एमीटर देखते हैं सामान्य एमीटर आप पाएंगे कि इस तरह के बायस को ठीक किया जा सकता है आप जानते हैं स्क्रूड्राइवर्स जो कि हैं उन्हें कभी कभी जीरो एडजस्ट भी कहा जाता है इसी तरह से एक लाभ त्रुटि भी हो सकती है इसलिए आपके पास एक संवेदनशीलता है जबकि हमारे पास एक मामूली संवेदनशीलता है जो पैमाने द्वारा इंगित की जाती है और आपकी वास्तविक साधन संवेदनशीलता वास्तव में उससे विचलित हो सकती है और फिर आपके पास एक संवेदनशीलता या त्रुटि होती है और रीडिंग में त्रुटि होती है यह लाभ त्रुटि पठन के समानुपाती होने वाली है इसलिए यदि आप 10 डिग्री सेंटीग्रेड माप रहे हैं तो लाभ त्रुटि के कारण जब आप 20 डिग्री सेंटीग्रेड मापते हैं उसका आधा होने वाला है तो हम मानते हैं कि त्रुटियाँ दो प्रकार की होती हैं और ये आमतौर पर विशिष्ट सेंसर और उपकरणों में बहुत बार इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल कंडीशनिंग माध्यमों द्वारा ठीक किए जा सकते हैं तो यही दर्शाया गया है कि यदि आपके पास शून्य त्रुटि है तो यह एक बायस है और यदि आपके पास ढलान त्रुटि है तो यह एक लाभ त्रुटि है अगला ड्रिफ्ट है तो कभी कभी क्या होता है कि भले ही आप सही करते हैं भले ही आप अंशांकन के दौरान किसी भी समय सही करते हैं भले ही आप बायस और लाभ त्रुटि के लिए सही हों आप बायस और लाभ में ड्रिफ्ट पाते हैं इसलिए फिर से इस तरह के बायस और लाभ त्रुटियां विकसित हो सकती हैं आप जानते हैं समय में भिन्नता तापमान में भिन्नता या कुछ अन्य स्थितियों में भिन्नताएं होती हैं इसलिए जिस दर पर यह विकसित होगा उसे प्रदर्शन विशेषता द्वारा चिह्नित किया जाता है जिसे ड्रिफ्ट कहते है